एमसीडीएम तकनीक का उपयोग करके आर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से डॉ गौरव दीक्षित हूं आपने मुझे बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग मॉडलिंग आर का उपयोग करते हुए अपने पिछले पाठ्यक्रम के वीडियो लेक्चर में देखा होगा इसलिए इस विशेष पाठ्यक्रम एमसीडीएम में पूर्ण रूप बहु मापदंड निर्णय लेने वाला है हम निर्णय लेने निर्णय लेने की प्रक्रिया और विभिन्न मानदंडों और संबंधित सिद्धांतों के साथ साथ तरीकों के बारे में बात करेंगे हम इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए R का उपयोग करके उदाहरण और अभ्यास भी करेंगे इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए इसलिए जैसा कि मैंने कहा एमसीडीएम का पूर्ण रूप बहु मापदंड निर्णय है इसलिए हमें यह समझने की शुरुआत करनी चाहिए कि निर्णय क्या है इसलिए हम निर्णय को तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं मुख्य रूप से यह एक मानवीय कार्य है इसलिए यह मनुष्यों का काम है क्योंकि मनुष्य को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार माना जाता है कोई भी मशीन या AI आधारित मशीन या रोबोट भले ही वे निर्णय ले रहे हों शायद वे उन निर्णयों के लिए जवाबदेही नहीं लेंगे तो उस अर्थ में निर्णय लेना मुख्य रूप से एक मानवीय कार्य है अब निर्णय लेने के बारे में अधिक समझने के लिए आइए हम उन कुछ उदाहरणों पर एक नज़र डालें जो यहाँ स्लाइड में प्रस्तुत किए गए हैं इसलिए निर्णय की समस्याओं के कुछ उदाहरण जो आप देख सकते हैं इस प्रकार हैं एक कंपनी में एक प्रबंधक को आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन करने और सर्वोत्तम लोगों के साथ साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है तो यह एक विशिष्ट निर्णय का एक उदाहरण है जो एक प्रबंधक को करना है इसलिए केवल इस बारे में सोचें कि एक प्रबंधक इन निर्णयों को बनाने के बारे में कैसे जाएगा क्योंकि यदि कंपनी एक बड़ी कंपनी है और उच्च राजस्व प्राप्त कर रही है तो वे कई आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने में सक्षम होंगे अब एक प्रबंधक अपनी कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठ आपूर्तिकर्ता का चयन कैसे करता है इसलिए निर्णय लेने की यह प्रक्रिया एक आपूर्तिकर्ता का चयन करना वास्तव में वही है जिसे हम यहां निर्णय की समस्या के रूप में संदर्भित कर रहे हैं एक अन्य उदाहरण जैसा कि आप ऊपर की स्लाइड में देख सकते हैं कि एक ऐसा घर है जिसे अपने परिवार के घर के लिए ऊर्जा आपूर्तिकर्ता का चयन करना पड़ सकता है इसलिए किसी विशेष शहर में यदि अधिक संख्या में कंपनियां हैं जो शहर के विभिन्न इलाकों में ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार हैं तो घरों में कई विकल्प कई विकल्प होंगे इसलिए उनके लिए इस अर्थ में यह निर्णय लेने की निर्णय समस्या बन जाएगा वे एक विशेष ऊर्जा आपूर्तिकर्ता का चयन कैसे करते हैं चाहे वे प्रति यूनिट किलोवाट ऊर्जा के लिए लागत या मूल्य से जाना जाएगा या यह ऊर्जा की उपलब्धता 24X7 उपलब्धता या आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता या बिलिंग प्रक्रिया हो सकती है इस तरह के निर्णय लेने के लिए कई मापदंड हो सकते हैं जो एक घर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसलिए निर्णय लेने की यह प्रक्रिया एक आपूर्तिकर्ता का चयन करना वास्तव में वही है जिसे हम यहां निर्णय की समस्या के रूप में संदर्भित कर रहे हैं एक अन्य उदाहरण जैसा कि आप ऊपर की स्लाइड में देख सकते हैं कि एक ऐसा घर है जिसे अपने परिवार के घर के लिए ऊर्जा आपूर्तिकर्ता का चयन करना पड़ सकता है इसलिए किसी विशेष शहर में यदि अधिक संख्या में कंपनियां हैं जो शहर के विभिन्न इलाकों में ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार हैं तो घरों में कई विकल्प कई विकल्प होंगे इसलिए उनके लिए इस अर्थ में यह निर्णय लेने की निर्णय समस्या बन जाएगा वे एक विशेष ऊर्जा आपूर्तिकर्ता का चयन कैसे करते हैं चाहे वे प्रति यूनिट किलोवाट ऊर्जा के लिए लागत या मूल्य से जाना जाएगा या यह ऊर्जा की उपलब्धता 24X7 उपलब्धता या आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता या बिलिंग प्रक्रिया हो सकती है इस तरह के निर्णय लेने के लिए कई मापदंड हो सकते हैं जो एक घर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं अब हम एक और उदाहरण लेते हैं किसी छात्र को किसी विशेष विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले विभिन्न विश्वविद्यालय रैंकिंग मापदंडों पर विचार करना पड़ सकता है इसलिए यहां भी जब छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं और यहां तक कि पीएचडी कार्यक्रम वे यह देखने की कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय कितना अच्छा है वहां शिक्षण की गुणवत्ता कैसी है वहां शोध कैसा है कैरियर के अवसर क्या हैं जो वहां पर छात्र के लिए उपलब्ध होंगे तो ये कुछ मानदंड हैं जो एक विशेष छात्र एक विशेष विश्वविद्यालय के चयन के संदर्भ में एक कॉल करने से पहले एक नज़र रखना चाहते हैं और प्रवेश लेने के लिए एक कार्यक्रम इसलिए जब हम इनमें से कुछ उदाहरणों को देखते हैं तो ये एक तरह से निर्णय की समस्याएं हैं इसलिए हम व्यक्तियों के रूप में चाहे हम अपने निजी जीवन के लिए अपने घर के लिए या हम एक कंपनी में एक पेशेवर के रूप में काम कर रहे हों हम अक्सर कई निर्णय लेने के परिदृश्यों का सामना कर रहे हैं और हमें खुद को लागू करना होगा सबसे अच्छा निर्णय अब एक निर्णय समस्या और निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक विस्तृत तरीके से समझने के लिए विशेष रूप से एमसीडीएम संदर्भ में हम एक और उदाहरण लेते हैं यह एक अधिक विस्तृत उदाहरण है जैसा कि आप स्लाइड में देखेंगे तो एक स्कूल समिति है जो छात्रों को छात्रवृत्ति की एक निश्चित संख्या आवंटित करने का कार्य करती है और यह उन विषयों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर होना है जो उन्हें सिखाया जा रहा है इसलिए विशिष्ट विषय गणित कंप्यूटर विज्ञान जीव विज्ञान आदि हो सकते हैं इसलिए जिन विषयों को पढ़ाया जा रहा है उन विषयों पर छात्रों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है और फिर विद्यालय समिति मेधावियों को छात्रवृत्ति आवंटित करने के संदर्भ में कॉल कर सकती है अब इस समस्या में अगर हम स्कूल समिति को देखते हैं तो यहाँ स्कूल समिति एक निर्णय निर्माता की भूमिका निभा रही है जिसे हमने स्लाइड में यहाँ डीएम के रूप में दर्शाया है अब यदि हम छात्रों को देखते हैं तो वे निर्णय विकल्प होते हैं क्योंकि निर्णय निर्माता जो कि स्कूल समिति है को अपने प्रदर्शन के आधार पर मेधावी छात्रों की पहचान करनी होती है इसलिए प्रत्येक छात्र जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है इस विशेष छात्रवृत्ति आवंटन के लिए एक विकल्प या विकल्प है इसलिए यहां छात्र निर्णय विकल्प हैं अब यदि हम उन विषयों को देखते हैं जो इन छात्रों को पढ़ाए जा रहे हैं तो ये विषय मानदंड का प्रतिनिधित्व करते हैं अब यहाँ आप यह भी देखेंगे कि विभिन्न छात्र अलग अलग कार्यक्रमों में हो सकते हैं और इसलिए वे अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे होंगे उनमें से कुछ सामान्य होने जा रहे हैं जैसे कि हमारे पास मुख्य पाठ्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम आदि हैं इसके अलावा उस विभाग पर निर्भर करता है जिसमें एक विशेष छात्र अध्ययन कर रहा है जिन पाठ्यक्रमों या विषयों को एक विशेष छात्र को पढ़ाया जा रहा है वे एक छात्र से भिन्न हो सकते हैं एक और छात्र तो आप देखेंगे कि यह बढ़ता है स्कूल समिति के लिए निर्णय लेने की जटिलता जो एक निर्णय निर्माता की भूमिका निभा रही है तो इन विषयों पर प्रदर्शन इस निर्णय समस्या को हल करने के लिए मानदंड बन जाता है अब एक निर्णय निर्माता के रूप में स्कूल समिति को क्या करना है यह हम एक निर्णय समस्या बयान में लिख सकते हैं तो आप यहां ऊपर की स्लाइड में देख सकते हैं इस मामले में निर्णय समस्या यहां सभी छात्रों को सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब रैंक देने के लिए है इसलिए यह रैंकिंग समस्या है इसलिए स्कूल समिति को सभी छात्रों को सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब रैंक देने की जरूरत है और उसके बाद ही वे यह पता लगा पाएंगे कि कौन से मेधावी छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति आवंटित करने की आवश्यकता है अब समस्या का दूसरा हिस्सा एक छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष छात्रों का चयन करना है अब रैंकिंग और फिर उन विकल्पों का चयन जो इस मामले में छात्र हैं इस निर्णय समस्या के कुछ पैरामीटर हैं अब इस निर्णय की समस्या का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रैंकिंग स्कूल समिति की प्राथमिकताओं के अनुसार करनी होगी इसलिए स्कूल समिति अपनी प्राथमिकताएं इस अर्थ में ले सकती हैं कि वे किसी विशेष पाठ्यक्रम को दूसरे पर मान सकते हैं इसलिए वे मानविकी पाठ्यक्रमों या कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन से अधिक गणित पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन को महत्व दे सकते हैं इसलिए स्कूल समिति की उन वरीयताओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा इसलिए हम इस समग्र उदाहरण और उन कुछ चीजों पर गौर करते हैं जिनके बारे में हमने निर्णय लेने वाले की पहचान के बारे में बात की थी जो विद्यालय समिति थी उन सभी छात्रों के विकल्प की पहचान जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं और विभिन्न विषयों पर छात्रों के प्रदर्शन के मापदंड और फिर हमने स्कूल समिति की निर्णय समस्या और व्यक्तिपरक वरीयताओं के बारे में भी समझा इसलिए पिछले उदाहरण की ही तरह जिसके बारे में हम बात कर रहे थे विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए वहां हमें शिक्षण गुणवत्ता शोध और उपलब्ध कैरियर के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग और जिस तरह से यह वास्तव में निर्धारित किया जाता है उसके लिए अलग अलग वजन होने वाले हैं जो इनमें से कुछ मानदंडों को सौंपा गया है कुछ विश्वविद्यालय रैंकिंग कार्यप्रणाली अनुसंधान के लिए उच्च भार देना पसंद कर सकते हैं कुछ कैरियर के अवसरों के लिए अधिक वजन देना पसंद कर सकते हैं और कुछ शिक्षण गुणवत्ता को अधिक वजन देना पसंद कर सकते हैं इसलिए इन व्यक्तिपरक वरीयताओं को रैंकिंग निर्धारित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं इसलिए निर्णय निर्माताओं की व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं के आधार पर रैंकिंग परिणाम बदल सकते हैं तो इस बात को हम इस उदाहरण में भी समझ सकते हैं इस स्कूल समिति की व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न विषयों पर प्रदर्शन भिन्न हो सकते हैं और इसलिए छात्रों की रैंकिंग भी दर्शा सकती है हमें आगे बढ़ाते हैं इसलिए जो कुछ हमने इन चार उदाहरणों से समझा है उसका उपयोग हम यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि निर्णय क्या है इसलिए एक निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है जैसा कि हम समझ चुके हैं कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर शामिल हैं विकल्प मानदंड और निर्णय निर्माता और उनकी व्यक्तिपरक प्राथमिकताएँ कौन सी है और फिर निर्णय समस्या और उसके बाद जिस विधि से हम जा रहे हैं इस निर्णय समस्या का मॉडल बनाने के लिए उपयोग करें इसलिए यह सब इस निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक जटिल प्रक्रिया बनाता है इसलिए निर्णय लेना मानदंड चुनने की एक जटिल प्रक्रिया है उदाहरण के लिए पिछले उदाहरण में मानदंड विषयों पर छात्रों के प्रदर्शन थे फिर विकल्पों का निर्धारण उदाहरण के लिए पिछले मामले में यह छात्र थे जो विकल्प थे फिर जानकारी इकट्ठा करना मूल्यांकन करना और प्रसंस्करण करना यहां भी हमें विभिन्न विषयों पर छात्रों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है जो उन्हें सिखाए जा रहे हैं अगला आंशिक या मध्यवर्ती परिणामों का उत्पादन और मूल्यांकन अब DMs की व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं के आधार पर हमें मध्यवर्ती परिणामों का मूल्यांकन और उत्पादन करने की आवश्यकता है और फिर इन परिणामों की जांच करने की आवश्यकता है इसलिए अगला बिंदु मानदंड पर पुनर्विचार है परिणामों के आधार पर और फिर निर्णयकर्ताओं के आधार पर मध्यवर्ती परिणामों का विश्लेषण करते हुए वे मानदंड के बारे में कुछ मानदंड या उनकी प्राथमिकता को बदलने की तरह महसूस कर सकते हैं इसलिए प्राप्त परिणामों के आधार पर मानदंड विकल्प और जानकारी पर पुनर्विचार करें इसलिए अगले चरण में विचार किया जाना चाहिए और जब तक कोई कार्रवाई करने योग्य परिणाम या निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक प्रक्रिया को दोहराया जाता है इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं यह एक दोहरावदार पुनरावृत्ति प्रक्रिया होने जा रही है जब तक कि निर्णय निर्माताओं के बीच आम सहमति नहीं हो जाती है और हमारे पास अंतिम परिणाम या निर्णय होता है तो यह है कि हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं अब यहाँ आप स्वयं देख सकते हैं कि जब हम इस विशेष पाठ्यक्रम और इस विशेष क्षेत्र को MCDM बहु मापदंड निर्णय लेने के रूप में कहते हैं तो यहाँ आप अक्सर महसूस करते हैं कि निर्णय लेने के अधिकांश महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय जो व्यक्तिगत में प्रदर्शन करना है या पेशेवर जीवन वे आम तौर पर कई मापदंड शामिल करते हैं इसलिए कोई यह भी कह सकता है कि निर्णय लेना वास्तव में बहु मापदंड है इसलिए केवल एकल मानदंड में शामिल होने पर कोई निर्णय नहीं होता है इसलिए अधिक बार महत्वपूर्ण निर्णयों में कई मापदंड शामिल नहीं होते हैं इसलिए कोई यह भी कह सकता है कि निर्णय लेने वाले अधिकांश को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रदर्शन करना पड़ता है उन्हें बहु मापदंड निर्णय लेना कहा जाता है इसलिए निर्णय लेने की परिभाषा से हमें यह महसूस होता है कि इसे एमसीडीएम या मल्टी मानदंड निर्णय क्यों कहा जाता है इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की है व्यक्तियों और फर्मों ने अपने निर्णय लेने के लिए सिर्फ एक मानदंड पर भरोसा नहीं किया है इसलिए भले ही हम सिर्फ एक मानदंड का उपयोग कर रहे हों फिर भी इसे निर्णय लेने वाला माना जाएगा हालाँकि जैसा कि मैंने कहा है कि आमतौर पर हम अपने निर्णय लेने के लिए कई मानदंडों पर भरोसा करते हैं और पूरी प्रक्रिया जटिल हो जाती है जब इनमें से कुछ मानदंड प्रकृति में परस्पर विरोधी होते हैं इसलिए यदि आप किसी विशेष कसौटी पर अधिक वज़न या अधिक मूल्य देने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कुछ अन्य मानदंड के लिए मूल्य कम करने की लागत पर आ सकता है इसलिए इसमें ट्रेड ऑफ शामिल हैं और अब इन ट्रेड ऑफ का उपयोग एक व्यक्तिपरक के रूप में किया जाता है उनका मूल्यांकन किया जाना है उन्हें निर्णय निर्माताओं की व्यक्तिपरक वरीयताओं के रूप में दिया जाना चाहिए क्योंकि हम इस विशेष व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसलिए आमतौर पर फर्म और व्यक्ति वे अपनी निर्णय प्रक्रिया में कई मानदंडों पर विचार करते हैं अब यदि हम मुख्य प्रकार की निर्णय समस्याओं को देखते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है तो पसंद की समस्याएं छँटाई समस्या रैंकिंग समस्या और वर्णन समस्या हैं अन्य प्रकार की निर्णय समस्याएं भी हैं लेकिन ये निर्णय समस्याओं के अधिक सामान्य प्रकार हैं इसलिए इस प्रकार की निर्णय समस्याओं और कई मानदंडों की भागीदारी को देखते हुए जैसा कि हमने बात की है निर्णय लेने की प्रक्रिया की जटिलता बहुत अधिक है इसलिए हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को तैयार करने के लिए कुछ विधियों और तकनीकों की आवश्यकता है और यह विशेष डोमेन बहु मापदंड निर्णय लेने का यह विशेष क्षेत्र उन तरीकों और तकनीकों को समझने सीखने के बारे में है जिनका उपयोग वास्तव में इन निर्णय समस्याओं की जटिलता को संभालने के लिए किया जा सकता है अब यदि आप यह परिभाषित करना चाहते हैं कि बहु मापदंड निर्णय क्या है इसलिए जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं यह निर्णय लेने वाले समर्थकों के साथ संबंध है जो सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए कई और परस्पर विरोधी विकल्पों के साथ सामना कर रहे हैं इसलिए निर्णय निर्माताओं के पास निश्चित रूप से अपने निर्णय अपनी व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं होंगी लेकिन इन निर्णय समस्याओं की उच्च जटिलता के कारण उन्हें एक संरचित और कार्यप्रणाली प्रक्रिया का पालन करने के संदर्भ में एक विश्लेषक की मदद की आवश्यकता होगी ये विश्लेषक तब निर्णय लेने वालों की मदद करने जा रहे हैं ताकि वे सबसे अच्छा निर्णय ले सकें इसलिए ये विश्लेषक पिछले कुछ दशकों में विकसित किए गए कुछ तरीकों का उपयोग करने जा रहे हैं जो वास्तव में इन निर्णय समस्याओं को हल करते हैं इसलिए जैसा कि आप हमारे अगले बिंदु में देख सकते हैं इन बहु मापदंड समस्याओं के समाधान के लिए कई बहु मापदंड निर्णय विश्लेषण विधियों का विकास किया गया है और अगर हम इन एमसीडीए विधियों के अनुप्रयोगों को देखें तो उन्हें कई क्षेत्रों में लागू किया गया है स्वास्थ्य वित्त और बैंकिंग से शुरू होने वाले कुछ उदाहरण यहां लिखे गए हैं फिर पर्यावरण प्रबंधन शहरी नियोजन रोबोटिक्स ऊर्जा नियोजन परमाणु आपातकालीन प्रबंधन उपकरण चयन आदि इसलिए कई क्षेत्र हैं जहां बहु मापदंड निर्णय विश्लेषण के तरीके हैं इस्तेमाल किया गया तो इस विशेष पाठ्यक्रम की प्रयोज्यता और जो कुछ भी हम इस पाठ्यक्रम में सीखने जा रहे हैं और जिन विधियों और तकनीकों से हम सीखने जा रहे हैं वे कई इंजीनियरिंग प्रबंधन सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों आदि में लागू किए जा सकते हैं

अब आप दो शब्दों को भी देख सकते हैं अर्थात् MCDM बहु मापदंड निर्णय लेने और MCDA बहु मापदंड निर्णय विश्लेषण का उपयोग अक्सर और परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है तो आप इन दोनों शब्दों को काफी बार देखेंगे अब यदि हम इस क्षेत्र को सैद्धांतिक और पद्धतिगत समर्थन के संदर्भ में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं जो यह क्षेत्र अन्य विषयों से लेता है इसलिए यहाँ हमने कुछ प्रमुख विषयों का उल्लेख किया है उदाहरण के लिए गणित अर्थशास्त्र मनोविज्ञान कंप्यूटर विज्ञान और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सूचना प्रणाली तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से इस विशेष क्षेत्र एमसीडीएम के लिए सैद्धांतिक और पद्धतिगत समर्थन प्राप्त हुआ है अब एमसीडीएम को दूसरे तरीके से समझते हैं तो एक अन्य तरीके से हम कह सकते हैं कि एमसीडीएम डीएम और विश्लेषक के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है उन्हें एक निर्णय तक पहुंचने में मार्गदर्शन करता है जब कई और अक्सर परस्पर विरोधी मानदंड शामिल होते हैं इसलिए विश्लेषक इन तकनीकों का उपयोग इस तरह से करते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करें और सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए डीएम को सहायता और मार्गदर्शन करें अब हम इस MCDM की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं इसलिए प्रक्रिया आम तौर पर विश्लेषक और डीएम के साथ समस्या को परिभाषित करने उनके लक्ष्यों और अंतिम निर्णय तक कैसे पहुंचनी चाहिए के साथ शुरू होती है इसलिए पहला कदम समस्या को परिभाषित कर रहा है और एक तरह से मानदंड और विकल्पों की पहचान शामिल है इसलिए समस्याओं के संदर्भ को समझने के लिए कई उप चरण होने जा रहे हैं इसलिए एमसीडीएम प्रक्रिया आम तौर पर समस्या को परिभाषित करने उनके लक्ष्यों और अंतिम निर्णय पर कैसे पहुंचनी चाहिए और जिस तरह की विधि हम निर्णय तक पहुंचने के लिए अपनाने जा रहे हैं इसलिए प्रक्रिया वास्तव में इनमें से कुछ चरणों को शामिल करेगी अंतिम निर्णय से संबंधित एमसीडीएम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं इसलिए अंतिम निर्णय जो हम आमतौर पर एमसीडीएम तकनीकों या एमसीडीएम विधियों को लागू करने के बाद प्राप्त करते हैं वे सबसे अच्छा संभव नहीं हो सकते हैं लेकिन वे निश्चित रूप से एक होने जा रहे हैं जो सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य है इसलिए यदि एक से अधिक निर्णय लेने वाले हैं ताकि आम सहमति बन सके इसलिए समाधान अंतिम निर्णय सभी हितधारकों को स्वीकार करना होगा जिन्हें आम तौर पर पहले चरण में पहचाना जाता है जब हम समस्या को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जब कई डीएम शामिल होते हैं तो संघर्षों को संभालने की आवश्यकता होती है क्योंकि विभिन्न डीएम की व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं इसलिए हमें एक आम सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि एक अंतिम निर्णय किया जा सके इसलिए डीएम अक्सर व्यक्तिपरक निर्णय पर अपने निर्णय को आधार बनाते हैं इसलिए व्यक्तिपरक निर्णय पर विचार किया जाता है और आम तौर पर डीएम के व्यक्तिपरक निर्णयों के आधार पर अंतिम निर्णय किया जाता है अब हम एक MCDM प्रक्रिया के मुख्य चरणों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं इसलिए जैसा कि हमने बात की है पहला कदम समस्या की पहचान करना है दूसरी समस्या को तैयार करना है इसलिए पिछले चरणों में जिनके बारे में हमने बात की थी हमने पहले चरण को दो में तोड़ दिया है समस्या की पहचान करें और समस्या को तैयार करें अगले एक मूल्यांकन मॉडल का निर्माण करना है जो कि मॉडल है जो कि हमारे पास मौजूद मानदंडों के संबंध में विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है और फिर अंतिम चरण एक अंतिम सिफारिश तक पहुंचना है यानी हम आम सहमति पर कैसे पहुंचने वाले हैं तो ये चार मुख्य चरण हैं और इनमें से प्रत्येक चरण में कई उप चरण हैं तो आइए हम एक एक करके उनकी चर्चा करें तो समस्या की पहचान करने के लिए पहला कदम है इसलिए कई उप चरण हो सकते हैं उदाहरण के लिए हितधारकों या अभिनेताओं की पहचान करना या जो इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं फिर समस्या के संदर्भ की पहचान करना इसलिए चाहे वह व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन से संबंधित निर्णय समस्या हो चाहे वह कंपनी को प्रभावित करे चाहे वह आपूर्तिकर्ताओं के बारे में हो चाहे वह आंतरिक कामकाज के लिए हो चाहे वह बाहरी कामकाज के लिए हो और डोमेन का समग्र संदर्भ जो पूरे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है इसलिए इसलिए समस्या के संदर्भ की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है फिर अगला उप चरण निर्णय और संबंधित गुणों के उद्देश्यों की पहचान कर सकता है इसलिए हमें यह पता लगाने की जरूरत है तभी हम अपनी कार्यप्रणाली को लागू कर पाएंगे इसलिए हमें निर्णय के उद्देश्यों और उन गुणों के बारे में स्पष्ट समझ होनी चाहिए जो हम चाहते हैं अब अगला मुख्य कदम समस्या को तैयार करना है यह फिर से कई उप चरणों में टूट सकता है उदाहरण के लिए निर्णय के विकल्पों और उनके मानदंडों की पहचान करना इसलिए जैसा कि हमने उस उदाहरण के बारे में बात की जहां एक स्कूल समिति थी उस उदाहरण में विभिन्न छात्र विकल्प थे इसके अलावा विभिन्न विषयों पर छात्रों के प्रदर्शन को मापदंड के रूप में माना जाता था इसलिए यह पहचान समस्या को तैयार करने के मुख्य चरण के तहत उप चरण का हिस्सा है फिर अगला उप चरण निर्णय समस्या के प्रकार की पहचान कर सकता है इसलिए स्कूल समिति की जिस समस्या के बारे में हमने बात की वह रैंकिंग की समस्या थी एक अन्य परिदृश्य में यह समस्या छँटाई समस्या या वर्णन समस्या हो सकती है इसलिए हमें उस समस्या के प्रकार को समझने की आवश्यकता है जो वहां होने वाली है क्योंकि निर्णय लेने के बाद के चरणों को प्रभावित करने जा रही है यह एमसीडीएम प्रक्रिया है अब कई डीएम और उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रबंधन इसलिए जब हम समस्या को तैयार कर रहे हैं यदि एक से अधिक डीएम शामिल हैं तो हमें समस्या के सूत्रीकरण के बारे में उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है अब अगला चरण मूल्यांकन मॉडल का निर्माण करना है तो यह कदम कई उप चरणों में भी टूट सकता है उदाहरण के लिए एक गणितीय मॉडल और उसके ट्यूनिंग का विकल्प तो हम किस विशेष मॉडल या विधि का चयन करने जा रहे हैं और फिर डीएम के दृष्टिकोण के अनुसार उस विशेष मॉडल या विधि का ट्यूनिंग क्योंकि डीएम वह व्यक्ति होता है जो अंतिम निर्णय के लिए जिम्मेदार होने वाला होता है उनके दृष्टिकोण को समझना होता है विश्लेषक को डीएम के दृष्टिकोण को देखना पड़ता है और फिर गणितीय मॉडल और उसकी ट्यूनिंग का चुनाव करना पड़ता है एक अन्य उप चरण यह हो सकता है कि निर्णय की समस्या के लिए एक संकल्प पद्धति का चयन किया जाना चाहिए अर्थात् उस सिफारिश को कैसे किया जाए इसलिए हमें वहां एक पद्धतिगत दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है इसलिए इस संकल्प पद्धति को तय किया जाना चाहिए जो वास्तव में अंतिम सिफारिश प्रदान करने के लिए उपयोग की जाएगी फिर अगला कदम अंतिम सिफारिश तक पहुंचना है इसलिए अंतिम सिफारिश डीएम को करने के बाद भी और इसे डीएम को प्रस्तुत किया जाता है इसके आधार पर विभिन्न उप चरण हो सकते हैं जिसके आधार पर निर्णय लेने वाले द्वारा चुना जाता है इसलिए विभिन्न रास्ते हो सकते हैं तो डीएम सिफारिश को मान्य कर सकते हैं तो उस अर्थ में सिफारिश तुरंत की जाएगी और विश्लेषक द्वारा जो भी सिफारिश की जाएगी या निर्णय निर्माता जो भी अतिरिक्त सहायक विश्लेषणों के लिए पूछ सकता है उसका अंतिम निर्णय किया जाएगा तो यह भी हो सकता है क्योंकि निर्णय निर्माताओं के व्यक्तिपरक निर्णय और उनके स्वयं के दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें अतिरिक्त सहायक सूचना विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है तो यह भी हो सकता है इसलिए यह अलग रास्ता होगा और हम पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहरा सकते हैं क्योंकि हमने पहले के बारे में बात की थी इसलिए एक और रास्ता जो डीएम द्वारा लिया जा सकता है वह समाधान को परिष्कृत करने के लिए पिछले चरणों को फिर से प्रस्तुत करना है तो जिस विशेष समाधान की डीएम को अनुशंसा की जाती है यदि वह समाधान में सुधार करने की कुछ संभावना देखता है तो पिछले कदमों को डीएम द्वारा फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए यह चार मुख्य चरणों और उप चरणों को शामिल करता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है अब जो भी हमने एमसीडीएम प्रक्रिया के इन मुख्य चरणों और साथ ही उप चरणों के बारे में चर्चा की है हम समझ सकते हैं कि विशिष्ट एमसीडीएम प्रक्रिया गैर अस्पष्ट जटिल और पुनरावृत्ति है इस अर्थ में कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई पैरामीटर शामिल हैं और कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है निर्णय निर्माता द्वारा इसलिए पुनरावृति होने जा रही है यदि किसी विशेष समाधान को परिशोधन की आवश्यकता होती है तो विभिन्न पथ हो सकते हैं जिन्हें कई चरणों में लिया जा सकता है जिनके बारे में हमने अभी बात की है तो यह पूरी बात एमसीडीएम प्रक्रिया को गैर अस्पष्ट और पुनरावृत्त बनाती है और इसलिए जटिल भी है जटिलता भी परस्पर विरोधी मानदंडों से आ रही है जिसे हम MCDM प्रक्रिया में संभाल सकते हैं तो इस समय हम यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में हम एमसीडीएम के परिचयात्मक भाग पर चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद